आपका स्वागत है दोस्तो हमें क्लस्टर एनालिसिस पर सत्र जारी रखने दें इसलिए पिछले सत्र में हमने क्लस्टर एनालिसिस के पीछे की आवश्यकता और क्लस्टर एनालिसिस के उपयोग की आवश्यकता पर चर्चा की थी इसलिए हमने देखा कि क्लस्टर एनालिसिस को लगभग हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन मिली है उदाहरण के लिए प्रबंधन में उदाहरण के लिए विपणन में हम इसका इस्तेमाल बाजार सेगमेंटिंगसही ग्राहकों को लक्षित करने के लिए करते हैं वर्षों से वर्गीकरण मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्रों में से एक रहा है यदि आप क्लस्टर विश्लेषण को एक बहुत बड़े अनुप्रयोग और अब एक दिन के क्लस्टर विश्लेषण के रूप में देखते हैं अन्य क्षेत्रों के लिए भी उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए जीव विज्ञान या अन्य क्षेत्रों में भी इसे वर्गीकरण किया जा रहा है जैसे इमेज प्रौसेसिंग और वे सभी क्षेत्र जहां हम लोग हैं आप उपयोग कर सकते हैं पता है कि हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कुछ विशेषताओं के माध्यम से लोगों के समूह बना रहे हैं मानव चेहरे के बनावट के कुछ मानदंड या आप मानव चेहरे और सभी के आकार को जानते हैं और इससे हो सकता है कि हम कुछ प्रकार के बेहविरल पैटर्न का निर्माण कर सकते हैं हम उन्हें कुछ उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं हम नहीं जानते हैं लेकिन निश्चित रूप से हम इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विश्लेषण करने और दिलचस्प अध्ययनों को करने के लिए कर सकते हैं तो यह करते हुए हम ने कहा था कि हम कैसे समानता पाते हैं इसलिए हमने कहा कि क्लस्टर एनालिसिस में हम दूरी का उपयोग करते हैं सहसंबंध के बजाय उपाय जो एक फैक्टर एनालिसिस इस्तेमाल किया गया था और जब आप एक दूरी तय करते हैं तो आप दूरी की गणना करते हैं तो हमने कहा कि यूक्लिडियन दूरी मैनहट्टन दूरी और दूरी की गणना के बहुत सारे तरीके हैं और सभी लेकिन मूल रूप से आमतौर पर हम यूक्लिडियन दूरी का उपयोग कर रहे हैं तो एक बार जब आप ऐसा करते हैं कि आप अगला सवाल कैसे करते हैं कि आप समूहों की पहचान कैसे करते हैं इसलिए जब हमने यह अध्ययन किया तो हमें प्रारंभिक समाधान मिला यदि आपको यह मान याद है जो न्यूनतम दूरी के बीच आया था जो हमने अभी देखा है तो हमने समूहों को जोड़ दिया है हमने उन जोड़ियों का अवलोकन किया है जहाँ पर उदाहरण के लिए E और F को एक साथ जोड़ा जाता है जहाँ एक से एक साथ जोड़ा जाता है इसलिए शुरू में यहाँ 7 क्लस्टर्स थे अब यह घटकर 6 से 1 हो गया है 6 क्लस्टर्स इसी तरह तब हम निकटतम क्लस्टर्स को जोड़कर कम करते चले जाते हैं और अंत में केवल एक अंतिम क्लस्टर बनाते हैं जो कि कुल मिलाकर A B C D E F G है तो अब ऐसा करने के बाद आपको समानता के उपाय की आवश्यकता है अब यह समग्र समानता उपाय क्या है समग्र समानता उपाय कुछ भी नहीं है लेकिन क्लस्टर दूरी के भीतर का औसत अब क्लस्टर दूरी के भीतर औसत से क्या मतलब है कि हम इसे कैसे मापते हैं उदाहरण के लिए आइए हम पहले मामले को देखें यदि आप पहले मामले को देखते हैं जो कि 1414 है अब कैसे आपने इस 1414 को प्राप्त कर लिया है अब इस तालिका को देखें अभी अगर आप इस तालिका ई और एफ को देखते हैं तो मुझे लगता है कि जोड़ी ई और एफ थी यदि आप संयोजन को देखते हैं तो यह 1414 है और यदि आप अगला देखते हैं तो 2192 है अब आपके दिमाग में यह सवाल आता है कि 2192 कैसे आता है इसलिए यदि आप E F G को देखते हैं तो जो 3 वैरिएबल्स जुड़े हुए हैं E F G हैं इसलिए आपको ई और एफ के बीच की दूरी लेने की जरूरत है ई और एफ एक जोड़ी ई और जी एक और जोड़ी और एफ और जी पाते हैं इन तीनों के बीच की दूरी और फिर औसत लेते हैं उदाहरण के लिए ई और एफ 1414है तो 1414 ई और जी तो जी और ई 2000 है तो 2000और फिर एफ और जी है तो एफ और जी जी और एफ 3162है इसलिए जब मैं इस 3 को जोड़ रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि यह कुछ ऐसा हो जाता है जैसे आप जानते हैं 3 4 5 6 64 65 लगभग 66 मान लेते हैं कि लगभग 66 को 3 से विभाजित किया गया है इसलिए 22 के आसपास 22 से कुछ का मूल्य सही होना चाहिए यदि आप इसे देखें तो हमें 2192 का मूल्य मिला है इसी तरह आप दूसरों के लिए भी माप सकते हैं ताकि आप भी सीडी ईएफजी के लिए जोड़ सकें फिर इस तालिका से आप सभी मानों को जान सकते हैं अब यदि आप यहाँ इस स्थिति को देखते हैं कि चरण 1 2 3 और 4 में यहाँ क्या कहा गया है तो समग्र समानता का माप पर्याप्त रूप से नहीं बदलता है अब यह वही है जो मूल रूप से हम एक एग्लोमरेशन शेड्यूल से पाते हैं जो हम कहते हैं कि जब आप एग्लोमरेशन प्रोसेस में होते हैं आपको यह पता लगाना है कि आपके लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण था वह यह है कि आप क्लस्टर्सकी संख्या का पता कैसे लगाते हैं क्योंकि यदि आप क्लस्टर्स पर कहते हैं तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरा भारत सिंगल मार्किट बन जाता है तो कंपनी इसे बहुत ही सटीक मानती है खुद को ठीक ठाक रखने के लिए या ग्राहक को उसी तरह से निशाना बनाने के लिए यदि हर व्यक्ति 12 बिलियन लोगों का समूह बन जाए तो यह भी असंभव है मूल्य की इतनी इकाई के लिए कभी कभी आपको देश को कुछ समूहों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है शायद राज्यों का कहना है कि हमारे पास 30 राज्य हैं इसलिए राज्यों की संख्या क्लस्टर को समझने का एक तरीका हो सकता है इसलिए कम से कम अगर कोई कंपनी भारत में आना चाहती है तो ठीक है ठीक है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसे केवल तीन राज्यों में ही जानें शायद भारत के दक्षिणी राज्य भारत के उत्तरी राज्य पूर्वी राज्य जो भी हों इसलिए ऐसा करने से कंपनी के लिए अपने ग्राहकों को ठीक से लक्षित करना सरल हो जाता है तो इस मामले में आप क्या करेंगे आप एग्लोमरेशन शेड्यूल को मानों को सही करते हुए देखेंगे तो जैसा कि आप शुरू करते हैं आपके पास कुल मिलाकर यहां है जो कि लगभग 3420 के आसपास है इसलिए यदि आप इस बदलाव को क्लस्टर्स के बीच देखते हैं तो यह 3420 था तो दूसरा यह 28 2234 2896 दिखाई नहीं देता है 2234 अब अन्य मूल्य जो इसके ऊपर थे हमने पाया कि परिवर्तन बहुत सही नहीं था इसलिए यह 21 केवल 2134 था इसलिए इस से इस में परिवर्तन काफी न्यूनतम हो गया है तो आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि प्रश्न कितने समूहों में आता है कृपया दृष्टिकोण के नीचे से गुज़रें इसलिए आप क्या करते हैं यह कहना है कि अभी एक क्लस्टर्स को देखें इन दो मानों पर गौर करें कि इन दोनों मूल्यों के बीच पर्याप्त अंतर है जो आप गुणांक देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसका अर्थ है किसी अन्य क्लस्टर को कॉल करने के लिए पर्याप्त है इसलिए दो क्लस्टर कम से कम इस के बीच के अंतर को देखते हैं और अगर इन दोनों के बीच का अंतर भी पर्याप्त रूप से बड़ा है तो हम कहते हैं कि तीसरे क्लस्टर की संभावना है लेकिन अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यह अंतर न्यूनतम है इसलिए इसलिए जब अंतर न्यूनतम हो जो मैं कह रहा हूं कि हमें रोकें क्यों क्योंकि अब उन दोनों के बीच के व्यवहार से पता चल जाता है कि क्लस्टर कमोबेश एक जैसे हो रहे हैं इसलिए इसका पता लगाने में शायद ही कोई अंतर हो इसलिए हम इस क्लस्टर को ठीक नहीं कह सकते हैं और यह क्लस्टर पर्याप्त रूप से अलग हैं इसलिए हम रुक गए इसलिए और हम कहते हैं ये तीन क्लस्टर्स पर्याप्त रूप से बड़े और पर्याप्त रूप से एक दूसरे से अलग हैं इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अध्ययन में कितने क्लस्टर हैं अब हम कह सकते हैं कि तीन क्लस्टर हैं इसलिए अंत में हम कहते हैं कि तीन क्लस्टर हैं और अब यह बहुत दिलचस्प है कुछ शोधकर्ता यह तर्क दे सकते हैं कि मैं केवल दो क्लस्टर ले सकता हूँ क्यों तीन अच्छी तरह से यह तय करना आप पर निर्भर करता है कि आप कितने क्लस्टर लेना चाहते हैं लेकिन इसके लिए पर्याप्त औचित्य होना चाहिए या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या है आप दो क्यों ले रहे हैं तीन क्यों ले रहे हैं आप क्यों चाहते हैं चार चीजें लें जो आप लेना चाहते हैं ताकि आप इसके पीछे के कारण को स्पष्ट कर सकें अगर आप दो लेते हैं तो यह बुद्धिमान नहीं है यदि आप दो कम लेते हैं तो यह उद्देश्य की सेवा नहीं है तो कितने समूह इसलिए चरण चार के तीन क्लस्टरसमाधान अंतिम क्लस्टर समाधान के लिए सबसे उपयुक्त हैं इसलिए हमारे पास यह तीन क्लस्टर्स BCD एक समूह के रूप में EFG दूसरे समूह के रूप में और A केवल एक संकेत के रूप में है यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी है और साथ ही आउटलिएर्स की पहचान भी कर रहा है जैसे कि यदि आप C को देखते हैं तो अवलोकन A पर्याप्त रूप से अलग था मूल्य को देखें तो इसे सबसे कम मूल्य प्राप्त होता है और यह व्यक्तिगत रूप से अपने आप में अद्वितीय था यह दर्शाती है कि यह अलग अलग समूहों का रिलेटिव साइज़ है हालांकि यह स्पष्ट नहीं है जब अवलोकन की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है इसलिए जब आप एक क्लस्टर एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको यह पहचानने की आवश्यकता है कि हम कितने समूह बनाते हैं और यह एक बहुत ही उपयोगी विधि है इसलिए हाईरारकिअल क्लस्टरिंगतकनीक जो एक है जो बस किया जाता है दो मूल रूप से क्लस्टरिंग तकनीकें हैं एक को हाईरारकिअल क्लस्टरिंग कहते हैं दूसरे को नॉन हाईरारकिअल क्लस्टरिंग कहा जाता है लेकिन उनमें से एक बहुत लोकप्रिय है जिसे K कहा जाता है और हम देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है तो ग्राफिकल पोरट्रायल्स यदि आप देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है तो A यहां BCD है यहां एक और है C E F यहां है यदि आप पूरी तरह से लेते हैं यह एक सिंगल क्लस्टर बन रहा है तो यह है कि यह कैसा दिखेगा यह एक डेंडोग्राम कहलाता है एक डेंडोग्राम एक पेड़ है जैसे कि यह एक पेड़ का ग्राफ है यह एक ट्री ग्राफ है इसे ट्री ग्राफ कहा जाता है यदि आप यहां देख सकते हैं ट्री ग्राफ तो यह क्या करता है यह मूल रूप से सिर्फ एक अंतिम क्लस्टर बनाने के लिए एक साथ क्लस्टर्स के जोड़ का एक ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन करता है इसलिए यह एक डेंडोग्राम का मूल उद्देश्य है आउटलेर्स अब पिछले सत्र में भी मैंने आपके साथ चर्चा की है कि अब आउटलेर्स क्यों महत्वपूर्ण हैं आउटलेर्स महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कोई भी आउटलेर्स पूरी तरह से क्लस्टर के गठन को विकृत कर सकता है यह क्लस्टर के गठन को परेशान कर सकता है इसलिए आउटलेर्स हमेशा हटाया जाना चाहिए यदि वे मौजूद हैं तो लेकिन यद्यपि मैंने लिखा है कि इसे अंतिम रूप में भी बनाए रखा जा सकता है यदि आप देख सकते हैं कि उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए यदि केवल एक नमूना है तो अब आप हैं नमूना बहुत कम सही है तो आप इसे बनाए रख सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बाहरी चीज है तो आपको इसे हटाने की जरूरत है जो सबसे अच्छी बात है क्योंकि हाँ कभी कभी यदि आपके नमूने बहुत कम होते हैं तो यह एक अति सुंदर की तरह दिखेगा एक छोटा सा बदलाव भी एक बाहरी की तरह दिख सकता है लेकिन ज्यादातर सभी मामलों में आउटलेर्स गंभीर रूप से समस्याएं हैं जो सभी मूल्यों को विकृत कर सकती हैं तो आपको आउटलेर्स से बचना चाहिए सबसे अच्छी बात आपको आउटलेर्स को हटा देना चाहिए इसलिए आप जान सकते हैं कि आप आउटलेर्सर की पहचान कई तरीकों से कर सकते हैं स्टेम और लीफ मेथड ग्राफिकल मेथड है आप बस यह पता लगा सकते हैं कि आप मूल्यों की फ्रीक्वेंसी भी जानते हैं और देखें कि क्या कुछ मूल्य है जो असामान्य रूप से अधिक है असामान्य रूप से कम है इसलिए यह भी कई तरीकों का एक उपाय हो सकता है नमूना आकार काफी बड़ा होना चाहिए हाँ जब आप एक क्लस्टर एनालिसिस कर रहे हैं जो आपको चाहिए तो शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नमूना आकार पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त है जनसंख्या के सभी संबंधित समूहों का प्रतिनिधित्व इसका मतलब है कि आप कुछ भी भूल नहीं रहे हैं इसलिए यह एक प्रतिनिधि या आबादी है शोधकर्ता का प्रतिनिधित्व यह विश्वास होना चाहिए कि प्राप्त नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधि है अब सवाल यह है कि जब आपके पास विशेषताएँ हैं जैसा कि मैंने कहा कि आपकी विशेषताओं को कई पैमानों में मापा जा सकता है कुछ निरंतर हो सकते हैं कुछ नॉन कंटीन्यूअस भी हो सकते हैं श्रेणीगत भी इसलिए यदि मेरी कोई ऐसी स्थिति है जहां मेरे वैरिएबल्स स्पष्ट और निरंतर दोनों हैं तो उस स्थिति में क्या मैं क्लस्टर एनालिसिस करने या व्याख्या करने या विश्लेषण करने के लिए दोनों विशेषताओं का उपयोग कर सकता हूं हां तुम यह कर सकते हो इसका सबसे अच्छा तरीका डेटा को मानकीकृत करना है अब जब आप डेटा को मानकीकृत करते हैं जिसका अर्थ है कि वे कम या ज्यादा हो जाते हैं तो एक ही मंच पर प्रतिनिधित्व किया जाता है इसलिए सबसे आम मानकीकरण है Z स्कोर Zee स्कोर Z स्कोर मेरा उच्चारण में रूपांतरण हमेशा आप Z से परिवर्तन जानते हैं और Zee कृपया भ्रमित न करें इसलिए मैं कभी कभी Z को Zee कहता हूं इसलिए Z स्कोर जहां मीन 0 के बराबर है और 1 अधिकार का अधिकतम मानकीकरण है इसलिए जब आप डेटा को मानकीकृत करते हैं तो सभी डेटा 0 और 1 के बीच स्थित होंगे इसलिए तब यह आसान हो जाता है कि शायद आपकी आय लाखों में थी जो कुछ भी है वह लाखों है और आपको बता दें कि लिंग केवल पुरुष और महिला में था लेकिन फिर भी जब आप सभी को मानकीकरण में ला रहे हैं तो वे अभी तुलनीय हैं इसलिए यह सबसे बड़ा लाभ है इसलिए जब आप समूहों को प्राप्त करते हैं तब समूहों को व्युत्पन्न करना शोधकर्ता को क्लस्टर को कैसे प्राप्त करना है यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए हमने हाईरारकिअल क्लस्टरिंग विधि के माध्यम से देखा एल्गोमेट्रिक शेड्यूल जिसे आप मूल्य में परिवर्तन और उस बिंदु पर देख रहे हैं जिस पर आप अधिकतम परिवर्तन पाते हैं जो कि आपको सही संख्या में क्लस्टर के रूप में बनाए रखता है जैसा कि मैंने कहा कि हाईरारकिअल क्लस्टरिंग एनालिसिस हमने अभी इसके बारे में चर्चा की है इसलिए यह पसंद किया जाता है जब सैंपल साइज़ लगभग 300 से 400 के बीच होता है और 1000 से अधिक नहीं होता है अब यह बहुत बड़े सैंपल साइज़ के लिए बेहतर क्यों नहीं है सवाल यह है कि आपके द्वारा किए जाने वाले पुनरावृत्तियों की संख्या या सॉफ़्टवेयर को आपको करना है जो आप इसका उपयोग कर रहे हैं यह बहुत बड़ी बात होगी कि आपके पास कॉम्बिनेशंस या इटीरेशंस की संख्या केवल 400 नमूना है जो हम करेंगे या होने वाला मल्टीपल कॉम्बिनेशन लगभग 80000 होगा तो यदि आप 100000 से अधिक के लगभग 500 सैंपल साइज़ के आसपास हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन या इटीरेशंस की इतनी अधिक संख्या एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आप जानते हैं कि हम सैंपल साइज़ में हाईरारकिअल क्लस्टरिंग एनालिसिस का उपयोग क्यों करते हैं जो मध्यम है या इतना बड़ा नहीं है अगर यह बड़ा है तो यह वास्तव में बहुत कठिन हो जाता है और बहुत मुश्किल है इसलिए हाईरारकिअल क्लस्टरिंग में दो विधियाँ हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्लोमेरेटिव या विभाजन इसलिए या तो आप एक एक करके उन्हें क्लब में जोड़ें जैसा कि हमने किया था और इसे एक ही क्लस्टर में लाते हैं या आप इसे विभाजित कर सकते हैं जहाँ आप पहली बार सिंगल क्लस्टर फार्म करते हैं और फिर आप वह शुरू करते हैं जो संबंधित नहीं है और तब तक इसे विभाजित करते रहें जब तक आपको सभी वैरिएबल्स अलग अलग नहीं मिल जाते तो क्या आप समझ गए हैं कि बॉटम अप दृष्टिकोण क्या है अब या तो आप इस तरह से आते हैं या आप नीचे से जाते हैं इसलिए मेरे पास पहले एक क्लस्टर है फिर मेरे पास दो क्लस्टर हैं फिर मेरे पास तीन हैं यह एक विभाजनकारी तरीका है और दूसरी विधि में हमारे पास पहले सात हैं फिर 6 फिर 5 फिर 4 तब तक जब तक हम एक ही तक नहीं पहुंच जाते हैं तो यह है कि डेंडोग्राम कैसा दिखता है तो यह विभाजनकारी विधि है इसलिए यह एग्लोमेरेटिव विधि है इसलिए एक जगह मैंने दिखाया है कि समूहों के साथ जुड़ने या समूहों के संयोजन को बनाने के लिए आपके पास क्या दृष्टिकोण हैं तो वहाँ कई तरीके हैं सिंगल लिंकेज मेथड कम्पलीट लिंकेज मेथड आइए हम इन सभी तरीकों को देखें समूहों के संयोजन की पहली विधि सिंगल लिंकेज मेथड कहलाती है जहां क्या हो रहा है यह दो अलग अलग बिंदुओं को दो अलग अलग समूहों से लेती है जो एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं इसलिए वे किसी भी वस्तु से सबसे छोटी दूरी के रूप में क्लस्टर के बीच समानता को परिभाषित करते हैं एक क्लस्टर दूसरे ऑब्जेक्ट में दूसरे क्लस्टर में है जिसका मतलब है कि मान लें कि हमें पता चलेगा कि दूरी सभी समूहों के बीच सभी वैरिएबल्स के बीच है और न्यूनतम हम न्यूनतम ले लेंगे और मान लें कि तीन क्लस्टर्स हैं उदाहरण के लिए a b और c हैं कि अब सभी डेटा को लिया जाता है सभी वैरिएबल्स दूरी को मापा जाता है जो न्यूनतम है कि उन दो समूहों को पहले एक साथ समूह में रखा जाएगा दूसरा कम्पलीट लिंकेज है जहां आप सबसे दूर के अंक लेते हैं इसलिए आप दो समूहों में किसी भी दो सदस्यों के बीच सबसे दूर के बिंदुओं को लेते हैं औसत लिंकेज एक अन्य विधि है जहां दो समूहों की दूरी को सभी जोड़ियों के बीच की औसत दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है यहां हम सिंगल लिंकेज में केवल चरम या निकटतम ले रहे हैं और पूर्ण लेकिन यहां हम सभी के बीच औसत दूरी ले रहे हैं दो समूहों के सदस्यों की जोड़ी सभी सदस्य और उनका औसत तो फिर से न्यूनतम लिया जाएगा सेंट्रोइड मेथड एक विधि है जो बहुत अच्छी है यहां क्या होता है सेंट्रोइड क्या है पहले यह समूहों पर वैरिएबल पर ऑब्जरवेशन्स का औसत मूल्य है इसलिए आप वैरिएबल्स के सभी मानों का एक मीन वैल्यू पाते हैं और फिर यह एक क्लस्टर का मतलब है और दूसरे क्लस्टर का मतलब दूरी सही है तब आपको न्यूनतम का पता चलता है और फिर आप उन्हें एक साथ क्लब करना शुरू करते हैं तो आप नोडल बिंदु के रूप में न्यूनतम मूल्य लेते हैं इसलिए दो समूहों के बीच की दूरी दो शताब्दियों के बीच की दूरी के बराबर है वार्ड की विधि भी बहुत प्रचलित विधि है जो इसका उपयोग करती है वह मूल रूप से है यह मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ वर्गों के भीतर के वर्गों को कुल मिलाकर वैरिएबल्स कहा जाता है अब यह क्या लेता है मूल रूप से यह कुछ भी नहीं है लेकिन समानताएं दो समूहों के बीच मापती हैं ताकि दो समूहों के बीच सभी वैरिएबल्स दो समूहों दूरियों को मापा जाता है और वे स्क्वैरड हैं इसलिए ऐसा करने के बाद हम पाया गया मान निकालते हैं स्पष्ट रूप से वार्ड की विधि जिसे आप समझ सकते हैं कि गणना की संख्या स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है और अधिक बात यह है कि यह बाहरी लोगों द्वारा अतिसंवेदनशील या बहुत अधिक प्रभावित होता है इसलिए यदि आपके पास एक आउटलेयर है तो यह बहुत खतरनाक है क्योंकि साधारण कारण यह है कि आप स्क्वैरिंग कर रहे हैं यदि आप मान लें कि सभी वैरिएबल्स 1 से 5 के बीच थे और अचानक आपके पास एक आय या 5000 के बीच की सभी आय सीमा होती है और अचानक एक आदमी होता है जिसे 12000 मिला है और 12000 का वर्ग तब 144 हो जाता है इसलिए यह बहुत अधिक अंतर हो जाता है इसलिए हाईरारकिअल क्लस्टर एनालिसिस हमने समझाया है कि कितने क्लस्टर बनाए रखने चाहिए हम इसे समझते हैं फिर नॉन हाईरारकिअल के मामले में आते हैं इसलिए जैसा कि मैंने नॉन हाईरारकिअल में समझाया था एक फायदा है कि सब कुछ एक फायदा और नुकसान है और अब नॉन हाईरारकिअल के साथ क्या फायदा है नॉन हाईरारकिअल में लाभ यह है कि आपके पास स्पेसिफाई क्लस्टर सीड या शुरुआती बिंदु है तो एक बार जब आपके पास एक प्रारंभिक बिंदु होता है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा समूह किस समूह में गिर रहा है उदाहरण के लिए यह कहना है कि यह निर्माण प्रक्रिया की तरह पेड़ की तरह मंच पर शामिल नहीं है जैसे कि आप डेंडोग्राम हाईरारकिअल क्लस्टरिंग में कहते हैं इसके बजाय वे वस्तुओं को क्लस्टर में एक बार असाइन करते हैं क्लस्टर की संख्या स्पेसिफाइड है कि आप एक बिंदु को अच्छी तरह से लेते हैं मेरे पास तीन क्लस्टर होंगे यदि मेरे पास तीन क्लस्टर्स हैं तो तदनुसार मैं क्या कर रहा हूं मैं देखूंगा कि यह क्लस्टर्स गिर जाएगा कि इस क्लस्टर का गठन कैसे होगा अब उदाहरण के लिए क्लस्टर बीजों में से एक को प्रत्येक अवलोकन प्रदान करें उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास प्रत्येक क्लस्टर्स में तीन क्लस्टर्स हैं प्रत्येक क्लस्टर का प्रारंभिक बिंदु है अब जो भी मूल्य उस क्लस्टर शुरुआती बिंदु से है वह वैरिएबल्स या दूरी या उस प्रारंभिक बिंदु से स्कोर का पता लगाने की कोशिश करता है तब आप न्यूनतम शुरू करते हैं और उन्हें एक साथ क्लब करना शुरू करते हैं इसलिए इसका परिणाम यह होता है कि उदाहरण के लिए वैरिएबल्स अलग अलग होते हैं आप अलग अलग क्लस्टर्स को जानते हैं उदाहरण के लिए एक क्लस्टर है यह मेरा प्रारंभिक बिंदु है यह एक और शुरुआती बिंदु है इसलिए यह सबसे करीब से एक है इसलिए यह उन्हें समूहीकृत किया गया है इसलिए यह सब एक टिकमें है इसलिए यह एक पार है इसलिए मूल रूप से दो क्लस्टर्स का गठन किया जा रहा है और यह सब वे तदनुसार जोड़ रहे हैं उदाहरण के लिए यह एक टिक में आएगा या क्रॉस में होगा दृश्य प्रतिनिधित्व के अनुसार क्रॉसमें हो सकता है तो यह क्या कर रहा है यह अंततः आपको बताता है कि वे कौन से वैरिएबल्स हैं जो निम्नलिखित समूहों में हैं जो कि Kमीन्स मेथड है इस विधि का उद्देश्य K समूहों में n अवलोकन का विभाजन करना है इसलिए मान लें कि 1000 ऑब्जरवेशन्स या 500 ऑब्जरवेशन्स को 4 या कहें 5 क्लस्टर्सजिसमें प्रत्येक ऑब्जरवेशन निकटतम मीन वाले समूहों के अंतर्गत आता है इसलिए यह पहचान करने वाला बिंदु निकटतम मीनमें होता है और आपने उस मूल्य से जुड़ना शुरू कर दिया है और यह पता लगा लिया है कि Kमीन्स का उपयोग आमतौर पर इसलिए किया जाता है कि इस शब्द का उपयोग कभी कभी नॉन हाईरारकिअल क्लस्टरिंग ए नालिसिस और सामान्य को संदर्भित करने के लिए किया जाता है तो पूरे गै नॉन हाईरारकिअल क्लस्टरिंग जो कि आप देख सकते हैं कि एल्गोरिथ्म में क्या हो सकता है आमतौर पर Kमीन्स क्लस्टरिंग तकनीक के रूप में बोली जाती है तो हाईरारकिअल के फायदे और नुकसान अब हाईरारकिअल क्लस्टरिंग के कुछ फायदे थे यह सरल अधिकार है और यह किसी भी प्रकार के शोध प्रश्न पर लागू होता है जहां आप उन मूल्यों या विशेषताओं के बीच आप जो समानता जानते हैं और अंत में यह चाहते हैं इसका एक फायदा है क्योंकि क्लस्टरिंग समाधान का पूरा सेट तेजी से विधि में किया जाता है अब हाईरारकिअल क्लस्टरिंग का नुकसान क्या है इसका नुकसान यह है कि अगर वहाँ एक आउट लेयर है और आप हटाना चाहते हैं कि हर बार आउट लेयर्स की प्रॉब्लम को डिलीट करना हर बार जब आप इस बात को फिर से चलाते हैं और एक नए क्लस्टर से बाहर निकलते हैं तो समस्या को पूरा करता है और यह बड़े नमूनों पर लागू नहीं है क्योंकि मैंने आपको समझाया क्योंकि हर बार शुरुआत से ही पुनरावृत्ति होती है और यह बहुत अधिक पुनरावृत्ति लेता है गैर पदानुक्रमित या Kमीन्स के लाभ इसलिए फायदे यहां हैं कि वे डेटा में आउटलेर्स के लिए कम संवेदनशील हैं क्यों क्योंकि हम इसे स्क्वैरिंग नहीं कर रहे हैं दूरी और अप्रासंगिक या उचित वैरिएबल्स में शामिल किया गया है ऐसा क्यों हो रहा है एक नॉन हाईरारकिअल में यह संरचना की तरह पेड़ नहीं है इसलिए कोई स्टेप वाइज एप्रोच नहीं है बल्कि हमें कुछ बीज बिंदुओं की पहचान मूल प्रारंभिक बिंदु पर पहचान के रूप में करनी होगी तो नॉन हाईरारकिअल क्लस्टरिंग आपको एक बार संख्या की पहचान करने में मदद करती है तो यह आपको यह पहचानने में मदद करता है कि कौन सा वैरिएबल किस श्रेणी में आएगा या किस क्लस्टर में गिर जाएगा नॉन हाईरारकिअल क्लस्टरिंग एनालिसिस बेहद बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण कर सकता है जो कि सुंदर चीज है इसलिए यदि आपने केवल 1000 नमूने बताए हैं तो आप अभी भी हाईरारकिअल के साथ काम कर रहे हैं लेकिन मान लीजिए कि आप कई लोगों के पास पहुंच गए हैं यदि आप 10000 क्लस्टर कर सकते हैं हाँ आप क्लस्टर कर सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका है कि आप कहीं न कहीं शुरुआती बिंदु थे आपको यह कहना होगा कि मुझे कितने क्लस्टर्स की आवश्यकता होगी और नॉन हाईरारकिअल क्लस्टर्स आपको इसमें मदद करते हैं या तो कोई नुकसान है हां नॉन रैंडम शुरुआती समाधान में भी ऑब्जरवेशन्स के एक ऑप्टीमल क्लस्टरिंग की गारंटी नहीं है इसलिए चूंकि आपने कभी कभी रैंडम्ली ऐसा किया है इसलिए यह समस्या को सही बनाता है इसलिए यह आपको बहुत प्रभावी समाधान की गारंटी नहीं देता है कई उदाहरणों में शोधकर्ता को निर्दिष्ट बीज अंक के प्रत्येक सेट के लिए अलग अलग अंतिम समाधान मिलेगा हम यह देख सकते हैं इसलिए शोधकर्ता कैसे ऑप्टिमम उत्तर खोजने जा रहा है यह प्रश्न है जो आपको अत्यधिक प्रभावी है नॉन हाईरारकिअल क्लस्टरिंग के मामले में जवाब देना बहुत मुश्किल है दूसरी बात नॉन हाईरारकिअल तरीके भी हैं जो इतनी बड़ी संख्या में संभावित क्लस्टर समाधानों को बढ़ाने में कुशल नहीं हैं इसका मतलब है कि यदि आपके क्लस्टर समाधानों की संख्या बड़ी है तो ऑप्टिमम समाधान की पहचान करना भी मुश्किल काम है क्योंकि प्रत्येक क्लस्टर समाधान तकनीकों के विपरीत अलग अलग विश्लेषण है जो एकल में सभी संभव क्लस्टर समाधान उत्पन्न करते हैं तो यह मूल रूप से नॉन हाईरारकिअल बनाम हाईरारकिअल क्या करता है अंतर हाईरारकिअल है कुछ लाभ मिला है कि यह प्रभावी है यह तेज है यह तेज है और आप कर सकते हैं यह आपको एक स्पष्ट पैटर्न देता है लेकिन इसमें केवल एक ही समस्या है कि यह आउटलेर्स को ध्यान में नहीं रखता है और काम नहीं करता है आउटलेर्स के साथ अच्छी तरह से और बड़े डेटा के साथ काम नहीं करता है दूसरी ओर नॉन हाईरारकिअल अच्छा है लेकिन समस्या बीज अंक की पहचान करने या प्रारंभिक बिंदु की पहचान करना है तो ये मूल फायदे और नुकसान हैं इसलिए सबसे अच्छी विधि क्या है सबसे अच्छी विधि दोनों का एक क्लब है हाईरारकिअल क्लस्टर एनालिसिस और नॉन हाईरारकिअल क्लस्टर एनालिसिसदोनों को क्लब करना है अंतिम क्लस्टर एनालिसिस करते हैं तो तरीकों का एक संयोजन पहले आप हाईरारकिअल क्लस्टर करते हैं इसलिए जब आप क्लस्टरिंग एनालिसिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हाईरारकिअल क्लस्टरिंग के माध्यम से क्लस्टर्स की संख्या की पहचान करते हैं इसलिए क्लस्टर्स की संख्या की पहचान की उसके बाद और उसके बाद k मीन्स या नॉन हाईरारकिअल में परिभाषित करके समूहों की संख्या का उपयोग करें इसलिए यदि आपके पास 3 क्लस्टर्स या 4 क्लस्टर्स हैं जो प्रारंभिक बिंदु है तो आप उत्तरदाताओं के व्यवहार और गुण और एक साथ समूहीकरण को समझने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं तो व्याख्या क्या है क्लस्टर व्याख्या यह है कि इसमें क्लुटर्स प्रोफाइलclutters' profile की विशिष्ट विशेषताओं की सही जांच करना और प्रत्येक क्लस्टर्स के बीच पर्याप्त अंतर की पहचान करना शामिल है इसलिए क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 से अलग है अब यह किस आधार पर अलग है यह कैसे अलग है वह मदद जो आप क्लस्टर एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं क्लस्टर समाधान पर्याप्त भिन्नता दिखाने में विफल रहा इंगित करता है कि अन्य क्लस्टर समाधानों की जांच की जानी चाहिए अब मान लीजिए कि आप दो क्लस्टर्स प्रकृति में बहुत समान हैं लेकिन फिर भी वे दो अलग अलग क्लस्टर्स दिखा रहे हैं इस मामले में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है हो सकता है कि आपको इस पर काम करने और कुछ अन्य क्लस्टर समाधान खोजने की आवश्यकता हो तो ये आप में से कुछ ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं एक और बात क्लस्टर सेंट्रोइड है जिसका अर्थ शोधकर्ताओं द्वारा पूर्व अपेक्षाओं के साथ पत्राचार के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए इसका मतलब है कि यदि जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं उसे क्लस्टर करें तो क्या आपको पता होना चाहिए कि आपके पहले के अनुभव या आपके व्यावहारिक ज्ञान के साथ सही होना चाहिए एक क्लस्टर प्राप्त करना और जिसमें आप बहुत ही अजीब परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और फिर कुछ गंभीर रूप से गलत है और आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है इसलिए किसी प्रकार का तार्किक निष्कर्ष प्राप्त करना होगा जो प्राप्त किया जा सकता है कि आप क्लस्टर को अब कैसे मान्य करते हैं यह क्लस्टर को सत्यापित करने का अंतिम प्रश्न है कि आप क्या कर सकते हैं आप दो आधा में एक बार सेट किए गए पूरे डेटा को दो आधे में फैला सकते हैं और फिर आप बेतरतीब ढंग से इस क्लस्टर समाधान को चलाने वाली फ़ाइल को स्पिटिंग के बाद जांच सकते हैं कि क्या कोई अंतर आ रहा है या एक समानता है अगर कोई समानता है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि यह वैध है इसलिए हम क्लस्टर की संख्या और क्लस्टर प्रोफाइल के संबंध में स्थिरता के लिए दो क्लस्टर समाधानों की तुलना कर सकते हैं जो एक चीज है जिसे दूसरी चीज क्राइटेरिया या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहा जाता है अब वैरिएबल लें जिसका आपने अध्ययन के लिए उपयोग नहीं किया है या एक विशेषता जो अध्ययन के लिए उपयोग नहीं की गई है उसे सही रखें जिसके पास अधिकार है और फिर आप क्या कर सकते हैं लेकिन एक बात मान लीजिए आपने इस एक वैरिएबल का उपयोग किया है जिसका आपने अध्ययन में उपयोग नहीं किया है लेकिन आप जानते हैं कि इस वैरिएबल का अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले अन्य वैरिएबल्स पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए ताकि इसे क्राइटेरिया और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहा जाता है यह वैरिएबल्स पर अंतर की जांच करके हासिल किया जाता है लेकिन जिसके लिए एक शोधकर्ता के रूप में मेरे दिमाग में एक सैद्धांतिक और प्रासंगिक कारण है जिसका अर्थ है कि मुझे कुछ निश्चित समूह मिले हैं मेरे साथ क्लस्टर के सभी गुणांक हैं इसलिए मुझे पता है कि कौन सा वैरिएबल प्रभावित हो रहा है तो प्रत्येक क्लस्टरक्लस्टर तीसरे स्थान पर है जिसका उपयोग इस क्लस्टर विश्लेषण में नहीं किया गया है लेकिन मुझे पता है कि उस क्लस्टर का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद के पूरे संबंध प्रभावित होते हैं और हमारे अध्ययन में क्लस्टर का पता लगाना था लोग कैसे एक नई कार का जवाब देंगे अभी जीडीपी एक चर है जो मुझे प्रभावित कर सकता है मुझे पता है कि यह कैसे असर कर सकता है मेरे पास एक सैद्धांतिक है तो मुझे यह देखना चाहिए कि क्या अच्छा है आय समूह वहाँ है तो जीडीपी आय समूह को कैसे प्रभावित करेगा कि जीडीपी अन्य आयु वर्ग को कैसे प्रभावित करेगा इसलिए ऐसा करने से हमारे पास प्रेडिक्टिव या क्राइटेरिया वैलिडिटी हो सकती है तो यहाँ हमारे पास कुछ और भी हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं कुछ अन्य समय भी हो सकता है कि आप इसे एसपीएसएस में भी चला सकते हैं लेकिन यह वह हिस्सा नहीं हो सकता है जिसकी मूल समझ आपको होनी चाहिए वह है क्लस्टर विश्लेषण बहुत शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है क्लस्टर बनाने के लिए और फिर उस लक्षण को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं आप प्रत्येक व्यक्ति को पहचान सकते हैं और कह सकते हैं कि वह किस क्लस्टर में आता है और जब आप क्लस्टर के लक्षण जानते हैं जिसका अर्थ है कि उदाहरण के लिए बाज़ारिया को प्रेरित करने या उपभोक्ता के दिमाग को बदलने की कोशिश करने का एक फायदा है या आप उत्तरदाता को ठीक से समझ कर जानते हैं कि वह किस क्लस्टर से संबंधित है और क्लस्टर का व्यवहार क्या है इसलिए ये क्लस्टर विश्लेषण की कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिताएं हैं जो मुझे लगता है कि हमने आज इसके साथ किया है इसलिए इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद